हम अपने पाठ्यक्रम के नौवें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं अब तक हमने विभिन्न सर्किट थ्योरम पर चर्चा की डीसी सोर्स स्रोत Source के संबंध में ये दो सप्ताह यानी नौवां और दसवां सप्ताह सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis की ओर अधिक समर्पित होगा जिसमें एसी सोर्स स्रोत Source उपलब्ध होंगे हम कहेंगे कि डीसी सर्किट के मामले में अब तक हमने जो चर्चा की थी उसकी मदद से एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis करेंगे आइए हम सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis की चर्चा शुरू करें हम एसी सर्किट की विभिन्न परिस्थितयों को समझने के लिए साइनसोइडल स्टेडी स्टेट स्टेट एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग करेंगे क्योंकि अब हम जानते हैं कि फेजर्स की अवधारणा पर पहले मॉड्यूल में चर्चा की गई थी फेजर्स की अवधारणा का हम उपयोग करेंगे उन मामलों के सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के लिए जिसमे हमारे पास एसी सोर्स स्रोत Source उपलब्ध है एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के मामले में फेजर्स की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है हम यह भी जानते हैं कि पिछली चर्चाएँ जैसे ओहंस लॉ किरचॉफ लॉ Kirchoff's Law जैसे बुनियादी कानूनों पर आधारित थे उसी तरह इसे एसी सर्किट में भी लागू किया जा सकता है इस मॉड्यूल में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि डीसी सर्किट के मामले में जिन थ्योरम पर हमने चर्चा की है उनका उपयोग एसी सर्किट के एनालिसिस विश्लेषण Analysis के लिए किया जा सकता है पिछले लेक्चर में हमने जिन तकनीकों का उपयोग किया था हम उन तकनीकों का समान रूप से अपने एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के लिए उपयोग कर सकते हैं हम यह समझने के लिए विभिन्न उदाहरणों की सहायता लेते हैं कि डीसी सर्किट के मामले में हम जिन विभिन्न थ्योरम का उपयोग करते हैं उनका उपयोग एसी सर्किट में भी किया जा सकता है अब एसी सर्किट का एनालिसिस विश्लेषण Analysis करने के लिए क्या कदम हैं सबसे पहले हम सर्किट को फेजर्स या फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल देंगे इसका मतलब है कि यदि सर्किट टाइम डोमेन में दिया गया है तो पहले सर्किट को फेजर्स या फ्रीक्वेंसी डोमेन में परिवर्तित किया जाएगा फिर हम विभिन्न सर्किट थ्योरम का उपयोग करके समस्या का समाधान करेंगे जिसे हमने पहले डीसी सर्किट के मामले में चर्चा की थी और फिर परिणामी फेजर्स को टाइम डोमेन में बदल देंगे अब स्टेप 1 आवश्यक नहीं है यदि समस्या पहले से ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में दी गयी है तो इसका मतलब है कि यदि प्रश्न आपको पहले से ही फेजर्स या फ्रीक्वेंसी डोमेन में दी गई है तो हमें स्टेप 1 का पालन करने की आवश्यकता नहीं है हम सीधे दूसरे स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं दूसरा स्टेप उसी समान तरीके से किया जाता है जो हमने डीसी सर्किट के मामले में किया था यहाँ जो बदलाव होगा वह यह है की डीसी सर्किट के मामले में हमने रियल नंबर्स का उपयोग किया था उसके बजाय यहां एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis में काम्प्लेक्स नंबर्स का उपयोग करेंगे अब काम्प्लेक्स नंबर्स को हम आसानी से संभाल सकते हैं क्योंकि हम पहले ही काम्प्लेक्स नंबर्स पर चर्चा कर चुके हैं कि जब हम सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के बारे में फेजर्स और अन्य मूलभूत थ्योरम की चर्चा कर रहे थे आइए हम एसी सर्किट के मामले में पहले नोडल और मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis को समझने की कोशिश करें नोडल एनालिसिस विश्लेषण Analysis का आधार किरचॉफ करंट लॉ है और मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis जिसे लूप एनालिसिस विश्लेषण Analysis भी कहा जाता है का आधार किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर आधारित है अब केसीएल और केवीएल दोनों काम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मान्य हैं इसके अलावा एसी सर्किट के मामले में नोडल और मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग किया जा सकता है आइए हम कुछ उदाहरण देखें ताकि हम समझ सकें कि हम केसीएल और केवीएल का उपयोग कैसे करेंगे जब हमें एसी सर्किट के मामले में विभिन्न सर्किट पैरामीटर्स मापदंडों Parameters को निकालने के लिए कहा जाएगा एक उदाहरण देखते हैं इस मामले में आप देखेंगे कि हमारे पास एक सिनुसाइडल वोल्टेज सोर्स स्रोत Source है या 20cos4t द्वारा दिया गया है और हमारे पास 1H का इंडक्टर है हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स और 01F कपैसिटर 05H इंडक्टर भी है पहला काम जो हमें करना चाहिए वह यह है कि हमें इस सर्किट को फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना होगा इसका मतलब है कि हम सोर्स को फेजर्स में परिवर्तित करेंगे और जो एलिमेंट तत्व Element हम सर्किट में देखते हैं उन्हें फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदल दिया जाएगा तो अब हम इस वोल्टेज सोर्स स्रोत Source को देखते हैं अब यह ω हमें विभिन्न सर्किट एलिमेंट तत्व Element को फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदलने में मदद करेगा 1H इंडक्टर जो हम डायग्राम में देखते हैं उसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में परिवर्तित किया जाएगा इसका अर्थ है कि 1H इंडक्टर को के रूप में परिवर्तित किया जाएगा 05H इंडक्टर के मामले में मिलेगा कपैसिटर के लिए यह है आपका वोल्टेज सोर्स स्रोत Source 20∠0 ° होगा रेजिस्टेंस के मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा फिर हम और कपैसिटर के मूल्य को फ़्रीक्वेंसी डोमेन में डाल देंगे अब हम केसीएल को नोड 1 पर लागू करेंगे यदि आप नोड 1 पर केसीएल लागू करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं करंट की दिशा इसमें नोड के अंदर जा रही है और अन्य दो करंट नोड के बाहर जा रहे हैं ताकि हम लिख सकें or इसी तरह यदि आप नोड 2 पर केसीएल लगाते हैं तो आप प्राप्त करते हैं अब हम यह भी जानते हैं कि इसे उपरोक्त इक्वेशन में बदलने से मिलता है सरलीकरण करके हम प्राप्त करते हैं ये दो नोडल इक्वेशन हम मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो अब आपने इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स रूप में कर लिया है हम मैट्रिक्स के रूप में क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स के रूप में इक्वेशन को हल करना आसान है आइए हम पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेन्ट मान निकालें तो अब का मान इसी तरह के मामले में आपको पता चलेगा अब करंट का मान इस पद्धति से आप आसानी से पता लगा सकते हैं जो प्रश्न में पूछा गया था अब एक और उदाहरण लेते हैं जहां हमें सर्किट में और के मूल्य का पता लगाने के लिए कहा जाता है हम फिर से नोडल एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग करेंगे अब यदि आप यह डायग्राम देखते हैं तो वोल्टेज या नोड और एक वोल्टेज सोर्स स्रोत Source के माध्यम से जुड़े हैं तो हम एक सुपर नोड बना सकते हैं जिसमें और शामिल हैं क्योंकि और एक ही वोल्टेज सोर्स स्रोत Source के माध्यम से जुड़े हुए हैं हम एक सुपर नोड बनाते हैं जिसमें और शामिल हैं और हम इस सुपर नोड के लिए केसील लागू करेंगे यदि आप सुपर नोड पर केसीएल लागू करते हैं तो आपको क्या मिलता है आपको एम्पीयर एक करंट के रूप में मिलता है और अन्य तीन करंट बाहर जा रहे हैं हम लिख सकते है हम इसे सरल करेंगे और जब हम सरलीकरण करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा अब हम यह भी जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स स्रोत Source नोड्स 1 और 2 के बीच जुड़ा हुआ है पिछले दो इक्वेशन का उपयोग करते हुए नोडल एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग करके आप आसानी से और के मूल्य का पता लगा सकते हैं अगला हम देखते हैं कि हम कैसे मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis की अवधारणा का उपयोग करेंगे पिछले दो उदाहरणों में हमने नोडल एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग किया इस उदाहरण में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis कैसे लागू करेंगे तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तीन लूप हैं हम इस लूप के लिए करंट के रूप में इस लूप के लिए और शीर्ष लूप के लिए अब हमें क्या करना है हमें केवीएल लागू करना होगा

अब प्रश्न में हमें करंट के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है लेकिन तो अगला आइए हम मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis का उपयोग करके इस सर्किट में के मान का पता लगाने का प्रयास करें हमारे पास दो मेष के बीच में एक करंट सोर्स स्रोत Source है जो 2 दो लूप के बीच में है हम इसलिए एक सुपर मेष बना सकते हैं क्योंकि यदि आपके पास दो मेष के बीच में एक करंट सोर्स स्रोत Source है तो हम सुपर मेष बना सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं मेष 3 और 4 अब उनके बीच करंट सोर्स स्रोत Source के कारण इस ऊपरी मेष का निर्माण करेंगे हम तब केवीएल को पहले मेष में लागू करते हैं जब आपने केवीएल को मेष 1 पर लागू किया तो यह बन जाएगा मेष 2 के लिए सुपर मेष के लिए मेष 3 और 4 के बीच करंट सोर्स स्रोत Source के कारण नोड ए पर तो अब हमारे पास चार इक्वेशन हैं और के मान का उपयोग करते हुए हम इन दो मानों को इन दो इक्वेशन में रख सकते हैं और सरल बना सकते हैं